हम एक अन्य प्रकार के एंटीना वायर एंटीना देखेंगे जिन्हें फोल्डेड डाइपोल कहा जाता है हमने डाइपोल एंटीना देखा है और रेसोनेन्ट डाइपोल में 73 ohm रेजिस्टेंस है इसलिए यदि हम 50 ohm या 75 ohm इम्पीडेन्स की एक कोएक्सिअल केबल का उपयोग करते हैं तो यह एक है जो आपके पास एक मैचिंग सर्किट हो सकता है और एक अच्छा मैच हो सकता है लेकिन कोएक्सिअल केबल का उपयोग प्रयोगशालाओं में किया जाता है लेकिन टीवी उद्योग में इसका उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि यह काफी महंगा है अब बजाय वे एक दो वायर लाइनट्विस्टेड लाइनका उपयोग करते हैं दरअसल आजकल आप इसे नहीं देखते हैं क्योंकि यह केबल हाई फ्रीक्वेंसी वाली चीज है इसलिए वे इसका प्रयोग नहीं करते हैं लेकिन पहले के दिनों में जब हर कोई एंटीना लगा रहा था तो यह था कि उपयोगकर्ता हमेशा एक कोएक्सिअल केबल बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो वहाँ ट्विस्टेड लाइन का उपयोग किया गया इसका मतलब है हस्तक्षेप को कम करने के लिए उन्हें दो पंक्तियों को घुमाया जाता है और फिर उसे ढाल दिया गया तो मूल रूप से यह एक दो वायर ट्रांसमिशन लाइन थी अब दो वायर ट्रांसमिशन लाइन यदि आप एक 50 ohm या 75 ohm या 100 ohm इम्पीडेन्स बनाना चाहते हैं तो अंतराल इतने संकीर्ण होते हैं कि सामान्य उपकरण के साथ बनाना मुश्किल है यही कारण है कि टीवी के लोग आमतौर पर एक ट्विस्टेड पेअर लाइन का उपयोग करते हैं जिसका इम्पीडेन्स 300 ohm है वे इसे दो इनलेट ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं वास्तव में दो वायर का अलगाव जो आमतौर पर 5 इंच से 16 इंच है और समर्थन और रिक्ति के लिए नो लॉस प्लास्टिक सामग्री में एम्बेडेड है यही कारण है कि वे इसके लिए उपयोग करते हैं और इसमें 300 ohm की एक कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स है तो यह 300 ohm यदि आप एक डाइपोल के साथ मैच चाहते हैं तो समस्या थी तो एक अच्छा अभिनव डिजाइन था कि इस डाइपोल के बजाय ऐसा सोचिए कि आप त्रिज्या ए"a" के बहुत पतले वायर को लेते हैं और इसे एक चौकोर लूप में मोड़ते हैं इसे फोल्डेड डाइपोल एंटीना कहते हैं तो लंबाई एल है पतली छोरों से यह एक आयताकार लूप है तो लूप्स वह क्या है लूप्स की चौड़ाई जिसे आप कह सकते हैं एस कहलाता है एस लैंबडा की तुलना में बहुत कम होना चाहिए और आमतौर पर यह 005 लैंबडा से कम नहीं है तो इसका मतलब है कि यह काफी छोटा होना चाहिए अन्यथा प्रभाव नहीं होगा यह दो वायर वाले एंटीना आदि की तरह होगा इसलिए यदि आप इसे बहुत छोटा लूप लेते हैं तो आपको 300 ohm के करीब कुछ इम्पीडेन्स आती है अब देखेंगे कि बात कैसे होती है वास्तव में यहाँ आप देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं निश्चित रूप से यह एक डाइपोल है लेकिन यहाँ फिर से हम इसे चीजों की ट्रांसमिशन लाइन के रूप में बना रहे हैं तो इस फोल्डेड डाइपोल का विश्लेषण यह मानकर किया जा सकता है कि यह डाइपोल एंटीना और एक ट्रांसमिशन लाइन में से कुछ है इसलिए हम इसकी इनपुट इम्पीडेन्स खोजने में रुचि रखते हैं इसका मतलब है फ़ीड पॉइंट से देखने पर पर इसकी इम्पीडेन्स क्या है तो ऐसा करने के लिए हम एक निम्न मॉडल बनाते हैं जिसमे देखेें यह मूल फोल्डेड डाइपोल है इसलिए मैं फोल्डेड डाइपोल लिखता हूं मेरे पास करंट है जो कि वापस आ रहा है क्योंकि आप देखते हैं कि यह एक विशिष्ट डाइपोल एंटीना की तरह नहीं हैजहाँ इस बात की आवश्यकता थी कि डाइपोल के दो छोरों के बीच कोई चालन प्रवाह नहीं होना चाहिए लेकिन यहाँ एक मार्ग है लेकिन जाहिर है इन चीजों में यहाँ एक मोड़ है और एक रेडिएशन होगा तो एक एंटीना है लेकिन एक ट्रांसमिशन लाइन भी है इसलिए हमने लिखा है कि यह दो करंट का योग है एक एंटीना करंट है दूसरा ट्रांसमिशन लाइन करंट है तो यह कहना समकक्ष होगा कि हमारे पास एक एंटीना है और एक ट्रांसमिशन लाइन है तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक एंटीना है तो आप देखते हैं कि मैंने इन्हें तोड़ दिया है मेरे पास कुल वोल्टेज V है यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसे यहाँ V2 से तोड़ दिया है और यहाँ V बाय 2 से लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि ये दो कुल V चला रहे हैं यह प्लस है यह माइनस है तो केंद्र में कुल डाइविंग वोल्टेज अगर वहाँ पर हैं तो संचार उपकरण V है और यहाँ हैंतो यह विपरीत हैं इसलिए अगर मैं कनेक्ट करता हूं या आप कह सकते हैं कि वास्तव में इस अंत में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है तो ये अंत और ये अंत आप इन दो v का प्लस इसे शून्य बनाते हैं तो ये समकक्ष संरचनाएं हैं अब बहने वाला करंट में यह मेरा I1 है और यह मेरा I2 है इसलिए अगर मेरे पास यह स्रोत है तो यह भी I1 होगा इसी तरह यह भी I1 है यह भी I1 है यह I2 है और इसके कारण I2 है तो अब आप पहचान सकते हैं कि यह एंटीना मोड है तो यह एंटीना मोड है क्योंकि मेरे पास दो ध्रुवों में अंतर मुद्राएं हैं और यह मेरी ट्रांसमिशन मोड ट्रांसमिशन लाइन मोड है तो हम इसे ट्रांसमिशन लाइन मोड कहते हैं तो ये दो संरचनाएं बराबर हैं इसलिए मैं कह सकता हूं कि कुल इम्पीडेन्स जो मैं यहां देखूंगा इनका योग होगा अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि ये दो संरचनाएं मुझे दो अलग अलग इम्पीडेन्सेस देंगी क्योंकि यह एक वितरित रेखा है और यहां आप देखते हैं कि मैं संरचना की समरूपता के कारण मैं c और d कह सकता हूं क्या मैं कह सकता हूं c और d समान क्षमता हैं साथ ही g और h भी तो इन के बजाय मैं एंटीना मोड ले सकता हूं मैं अब एंटीना मोड ले रहा हूं इस मॉडल में मैं आसानी से इन दोनों को जोड़ सकता हूं इसका मतलब है संरचना यह बन जाती है कि मैं यहां इसी तरह कनेक्ट करता हूं तो यह V वास्तव में V बाय 2 प्लस V बाय 2 है तो यह V है यह यहां जुड़ा हुआ है तो यह मेरा प्लस है यह माइनस है और चूंकि यह पतला है मैं कह सकता हूं कि यह एक पोल है यह एंटीना डाइपोल का एक और पोल है और यहाँ करंट क्या है यह I1 जा रहा था यहाँ भी I1 जा रहा है तो कुल करंट क्या है मैं अब आकर्षित कर सकता हूं इसमें एक एंटीना है जिसका कुल करंट 2 I1 है V के वोल्टेज सोर्स ये लम्पड हैं लेकिन ये डिस्ट्रिब्यूटेड हैं तो यह फिर से 2 I1 है यह यहां जा रहा है यह यहां जा रहा है तो 2 I1 क्या V के बराबर है यदि मैं यहाँ देखता हूं अगर इम्पीडेन्स Y1 है तो Y1 इनपुट एडमिटन्स है प्रत्येक छोर पर एक साथ जुड़े दो समानांतर कंडक्टर से एक डाइपोल एंटीना मोड देखेंगे Y1 एडमिटन्स है तो अबयह मेरी एंटीना मोड संरचना है हम इसे रखेंगे फिर मेरी ट्रांसमिशन लाइन संरचना ट्रांसमिशन लाइन मॉडल पर आएं तो मेरे पास ये ये ये ये ये V बाय 2 हैं तो क्या है कि कुल लंबाई l है तो I2 क्या होगा प्रत्येक को कितना वोल्टेज दिख रहा है आप इस लाइन को देखें तो यह V बाय 2 है और यह Y2 होगा क्या मैं यह लिख सकता हूँ कि अब ट्रांसमिशन लाइन के लिए यह Y2 क्या है इसलिए मैं V बाय 2 के बराबर 1 बाय Z2 लिख सकता हूं जहां Z2इस बिंदु से इनपुट इम्पीडेन्स है अब Z2 क्या है क्या मैं लिख सकता हूं कि अगर Z0 इस ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स है तो Z0 Z1 plus j Z0 tan k0 l है वास्तव में l भ्रमित करेगा क्योंकि मैंने l लिया है मान लेते है कि वास्तव में यहाँ लंबाई यहाँ l2 है मैं यहाँ शॉर्टेड लाइन देख रहा हूँ तो मैं Z0 प्लस j Z1 tan k0 l बाय 2 से k0 l बाय 2 को विभाजित कर सकता हूं यहां पर इसे शार्ट शार्ट किया गया है इसलिए Z1 0 के बराबर है अगर हम यह डालेें तो इसका मूल्य क्या होगा j Z0 tan k0 l बाय 2 तो अगर मैं इस मूल्य को यहां रखूं तो मुझे I2 माइनस j Y0 बाय 2 cot k0 l बाय 2 मिल जाएगा तो I2 बाय V क्या होगा j Y0 बाय 2 cot k0 l बाय 2 तो यह फोल्डेड डाइपोल का इनपुट इम्पीडेन्स क्या है यह इस बात का योग होगा जो इन दो कर्रेंटस के सुपरपोजिशन के रूप में देखे गए तो मैं कह सकता हूँ कि फोल्डेड डाइपोल का Y है I1 प्लस I2 बाय V जो Y1 I1 2 I1 के I1बाय V के बराबर है यह एक ही क्षमता है यह V बाय 2 होगी क्योंकि उसी क्षमता के लिए जिसे हमने यहाँ जोड़ा है क्षमताएँ समान हैं तो यह वास्तव में वी बाय 2 है वह गलती है तो यह V बाय 2 है तो 2 I1 V बाय 2I1 के बराबर है तो I1 बाय V Y1बाय 4 होगा तो Yin I1 बाय V प्लस I2 बाय V के बराबर है इसलिए I1 बाय V से हम Y1बाय 4 प्राप्त करेंगे और I2 बाय V माइनस j Y0 बाय 2 cot k0 l बाय 2 है तो अब जब एल लैम्ब्डा नॉट बाय 2 के बराबर नहीं है यह पूरा शब्द गायब हो जाता है तो Yin लैम्ब्डा बाय 2 डाइपोल बन जाता है यह Y1 बाय 4 है तो इम्पीडेन्स Zin क्या है Zin Z1 इनटू 4 के बराबर है इसका मतलब है उस समय यह डाइपोल है डाइपोल में 73 ohm का इम्पीडेन्स या रेजिस्टेंस है रेसोनेन्ट डाइपोल का प्रतिक्रियाशील भाग 425 ohm है तो दोनों को 4 से गुणा किया जाएगा इसलिए 73 इनटू 4 292 है इसलिए इसे 300 ohm ट्रांसमिशन लाइन से मैचिंग किया जा सकता है तो अब यदि आप इसे रेसोनेन्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने देखा है कि वास्तव में एल लैम्बडा बाय 2 के बराबर है 425 ohm रेजिस्टेंस है तो सभी तरह से यह बनाने के लिए ठीक नहीं है इसलिए अगर हम पास हैं मान लें कि हम हैं इसलिए पहली बात यह है कि हम 2925 ohm का एक Zant बना सकते हैं जो यहां 73 इनटू 4 है अब यदि हम ऑफ रेजोनेंस हैं इसका मतलब है कि हम l 05 लैम्ब्डा के बजाय 048 लैम्ब्डा के बराबर बनाते हैं ताकि यह पूरी तरह से रेजोनेंस है अब इसलिए ऑफ रेजोनेंस के रूप में यह Y 1 G 1 प्लस j B 1 होगा अब k के लिए l बाय 2 pi बाय 2 से कम होगा यह B 1 सकारात्मक है यह Z क्योंकि B 1वो चीज है तो यह एक कैपेसिटिव है इसका मतलब है छोटे वालों के पास कैपेसिटिव तरीका है लेकिन यह वास्तव में Y1 है इसका मतलब है कि एंटीना एक कैपेसिटिव चीज है लेकिन ट्रांसमिशन लाइन जो आपको माइनस j दे रही है आप Y कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स Y0 कह सकते हैं कि Y2 बाय 2 cot k0 l बाय 2 के बराबर है यह नकारात्मक है इसका मतलब है इस स्थिति के लिए इंडक्टिव तो यह दोनों एक दूसरे को क्षतिपूर्ति करते हैं जिसका अर्थ है जो भी एंटीना कैपेसिटिव पाथ है जो इंडक्टिव चीज़ द्वारा रद्द किया जाता है वह इसी तरह एक सुंदर चीज है आप कह सकते हैं कि दूसरी तरफ इसका मतलब है यदि आप इसे अधिक से अधिक बनाते हैं तो l लैम्डा नॉट बाय 2 से अधिक है तो आप देखेंगे कि B1 नकारात्मक है इसका मतलब है यह इंडक्टिव है और cot k0 l बाय 2 ऋणात्मक है तो माइनस j Y2 बाय 2 cot k0 l बाय 2 सकारात्मक है इसलिए उनके साथ फिर से क्षतिपूर्ति करता है तो इस के साथ डिज़ाइन इंजीनियरों की भूमिका है कि उचित विकल्प के साथ इसके लिए सटीक मूल्य क्या होगा आपके पास बैंडविड्थ हो सकता है आप एक रेसोनेन्ट डाइपोल पर काफी बढ़ सकते हैं इसका मतलब है सही तरीके से किएफोल्डेड डाइपोल आपको एक बेहतर नक्शा प्रदान करते हैं यही कारण है कि आपके पास टीवी प्रसारण के लिए विभिन्न प्रकार के आस पास के विभिन्न स्टेशनों से मैच खाते हुए भी प्राप्त किया जा सकते है अब वास्तव में यह बात है व्यास के अनुपात से यह वास्तव में उस सूत्र के लिए है जिससे यह पता चलता है कि ट्रांसमिशन लाइन्स की कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स क्या है इसलिए जहां हम Z0 का उपयोग कर रहे हैं उस फॉर्मूला में आप eta बाय pi cos hyperbolic S बाय 2 इनटू a देखते हैं तो यह वास्तव में eta बाय pi ln S बाय 2 प्लस रूट S बाय 2 पूरे वर्ग माइनस a वर्ग बाय a है तो एस क्या है यदि हम मूल डिज़ाइन की चीजों पर आते हैं तो S लूप की चौड़ाई और a वायर की त्रिज्या है इसलिए यह बदलते हुए कि आप कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेन्स के विभिन्न मूल्यों को प्राप्त कर सकते हैं और आम तौर पर उनका यह भी अनुमान होता है कि S बाय 2 "a ‟की तुलना में बहुत अधिक है क्योंकि S बाय 2 का अर्थ है जब एंटीना देख रहा है तो S बाय 2 वह त्रिज्या है तो वह त्रिज्या उन वायर के त्रिज्या की तुलना में बहुत बड़ा होना चाहिए जो उस एंटीना को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है तो उनके लिए इस Z0 को इस सन्निकटन के तहत eta बाय pi के रूप में लिखा जा सकता हैजहाँ ln S बाय Z0 0733 eta log 10 S बाय a के बराबर हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आवश्यक इम्पीडेन्स क्या है S बाय "a‟अनुपात क्या है इसलिए उचित चीजों का होना आवश्यक है हमारे दिनों में हमें याद है कि हमें लगता था कि बांग्लादेश एंटीना उपलब्ध नहीं था कलकत्ता में ट्रांसमिशन सभी दो तीन स्टेशन हिल स्टेशन जो उस समय उपलब्ध थे एक डिज़ाइन थी जिसे हम देखते थे लेकिन कुछ यांत्रिकी जानते थे कि बांग्लादेश भी हो सकता है वास्तव में बांग्लादेश में उस समय बहुत हाई पावर ट्रांसमीटर था तो बांग्लादेश प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ऑडियो प्राप्त किया गया था वीडियो प्राप्त नहीं हुआ था अगर आप नहीं खरीदते हैं एक बड़ा महंगा एंटीना तो वे क्या करते थे यह अधिक ब्रॉडर डिज़ाइन है दरअसल बांग्लादेश बाहर था लेकिन अगर आप उचित चयन करते हैं इसका मतलब है कि उन्हें S बाय "a‟ अनुपात कुछ अन्य है इसके द्वारा वे चीजों को पूरा कर सकते थे ताकि यह एक अधिक ब्रॉड बैंड डिजाइन बन जाए और बांग्लादेश की चीज़ों के लिए वे उन दिनों में 1000 2000 रुपये अतिरिक्त लिया करते थे वे कभी नहीं बताते थे कि आकार क्या है वह संपत्ति है S बाय "a‟ अनुपात तो वास्तव में आप ऐसी कई चीज़ें कर सकते हैं मान लीजिए कि इसके बजाय आपने एक और डाल दिया तो यहां अगर आप उसी तरह से विश्लेषण करते हैं जैसे कि Ra इस संयुक्त एंटीना में 9 बार R dipole होगा एक अर्रे में हम बाद में देखेंगे जब आप एंटीना को देखते हैं एंटीना तत्वों के बीच म्यूच्यूअल कपलिंग इनपुट इम्पीडेन्स को कम करते हैं लेकिन फोल्डेड डाइपोल की हाई इम्पीडेन्स उस समय सहायक होती है तो वास्तव में देखेंगे कि यदि आपके पास अर्रे एंटीना है तो इसका मतलब क्या है यह ऐरे एंटीना नहीं है कृपया याद रखें क्योंकि यहां केवल एक ही है लेकिन अगर मैं दो ड्राइवकरता हूं तो यदि आप दो स्व इम्पीडेन्स को एक साथ जोड़ते हैं लेकिन आपसी इम्पीडेन्स छूट जाएगा तो उस इम्पीडेन्स को दिखाने के लिए आपको कुछ ऐसे ही गैर चालित इम्पीडेन्स जैसी चीजों की आवश्यकता होगी दरअसल इसे गैर संचालित चीज भी कहा जाता है इसलिए जब यागी उड़ा अर्रे पर चर्चा करेंगे तो अवधारणा यह ही है निर्देशक आदि वास्तव में वे इम्पीडेन्स मैचिंग के लिए हैं वे निष्क्रिय भी हैं तो निष्क्रिय चीज़ें एंटीना के इम्पीडेन्स को बढ़ाते हैं लेकिन आपके पास उचित आयाम आदि होंगे इसलिए आप यह कह सकते हैं कि इस तह डाइपोल के समतुल्य सर्किट कुछ इस तरह है मुझे फिर से लिखना चाहिए मुझे बताएं कि हमने उस समय की इम्पीडेन्स की गणना के बारे में क्या कहा क्या हम V बाय I1 कह सकते हैं उस एंटीना मोड उन आरेखों का उल्लेख करते हुए हमारे पास 4 Za है यह एंटीना मोड है और V बाय I2 2 Zt था यह ट्रांसमिशन मोड है तो Zin हमें पता चला है I1 प्लस I2 और वह 4 Za Ztबाय Zt प्लस 2 Za है अगर आप ऐसा करते हैं तो यह आ जाएगा अब यह 4Za के समानांतर 2Zt के रूप में देखा जा सकता है तो फोल्डेड डाइपोल के बराबर सर्किट क्या होगा क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास पहले 2 Zt है तो यह 2 Zt है तो वास्तव में मेरे पास एक ट्रांसफार्मर है और इस तरफ मेरे पास Za है आप देखें यह Za यहाँ इस पक्ष समानांतर आएगा यह होगा यह 21 इसका मतलब है कि यह 2Za 2Zt इस के समानांतर होगा तो यह एंटीना मोड इम्पीडेन्स है जिसे चार गुना बढ़ा दिया गया है यह ट्रांसफार्मर इम्पीडेन्स दुगनी ट्रांसमिशन लाइन मोड इम्पीडेन्स के साथ शंट में दिखाई देती है हम ट्रांसमिशन लाइन मोड इम्पीडेन्स को उचित चार्ज द्वारा हटा सकते हैं जिसे हमने पहले ही देखा है अब अंतिम रूप से n तत्व मामले के लिए कृपया ध्यान दें ऐसा होता है कि जो वोल्टेज उस पार संचालित होगा उसे V बाय N लिखा जा सकता है N 1 से N Iin Zin के बराबर है इसका मतलब वास्तव यह है अगर हमारे पास बहुत सारे ड्राइवर हैं तो यह I1 Z11 प्लस I2 Z12 प्लस I3 Z13 आदि होगा क्योंकि तत्व बहुत निकट हैं तो हम कह सकते हैं कि s में सब समान होंगे और Z1 में Z11 के बराबर होगा यह सभी n के लिए सही है बशर्ते तत्व बारीकी से निकट हों Vn लगभग I1 N Z11 होगा इसका तात्पर्य है Zin V बाय I1 है जो N वर्ग Z11 के बराबर है दरअसल यह विचार है कि यह N वर्ग फैक्टर बन जाता है यहाँ यह केवल 2 है इसलिए यह 4 गुना Za बन जाता है यदि आपके पास 3 है तो 3 बार आदि क्योंकि वास्तव में एंटीना मोड में यह हो रहा है तो इस के साथ यह एक बहुत अच्छा एंटीना है डाइपोल के लिए जब टीवी ट्रांसमिशन का सीधे घर में एंटीना रिसेप्शन था यह फोल्डेड डाइपोल बहुत लोकप्रिय था आजकल चूंकि पूरी चीजें केबल ऑपरेटरों पर की जाती हैं और व्यक्तिगत चीजें नहीं होती हैं या आप डिश एंटीना का उपयोग करते है वायर एंटीना के बजाय फोल्डेड डाइपोल को आजकल नहीं देखा जाता है लेकिन अवधारणा के अनुसार यह वायर एंटीना के बहुत लोकप्रिय सफल डिजाइनों में से एक है तो कुछ वायर एंटीना हमने देखे हैं अगला हम कुछ अन्य बहुत ही व्यावहारिक एंटीना देखेंगे जाहिर है उनमें से कुछ अर्रे एंटीना होंगे जो बहुत उपयोगी हैं और फिर हम अन्य कक्षाओं में कुछ अन्य चीजें देखेंगे